हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क न केवल इंटरनेट बल्कि मोबाइल फोन नेटवर्क या मोबाइल इंटरनेट इसका मतलब है कि स्मार्ट फोन अन्य डिवाइस जैसे टैबलेट या विभिन्न प्रकार के स्टोर फॉरवर्ड टेलीफोन आधारित नेटवर्क आईपी पर वॉयस जिस पर हम चर्चा कर रहे थे और उस पर आधारित हैं जैसे विभिन्न प्रकार के नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप आदि ये नेटवर्क मूल रूप से सेवा उद्योगों के लिए डिलीवरी के लिए एक और बहुत सुविधाजनक चैनल के रूप में बहुत फायदेमंद थे हमने चर्चा की है कि सेवाओं में कैसे उपभोक्ता सेवा स्थान पर आते हैं जैसे हम दंत चिकित्सक के पास जाते हैं या हम नर्सिंग होम जाते हैं या चिकित्सा सेवा घर पर उपभोक्ता के लिए आ सकती है उदाहरण के लिए घरेलू चिकित्सा देखभाल या श्वसन सहायता संयंत्र में एक पूर्ण ऑक्सीजन आपूर्ति संयंत्र किराए पर लिया जा सकता है और इसे घर पर स्थापित किया जा सकता है और पूरा लेनदेन टेलीफोन या इंटरनेट पर किराए पर लेने के लिए किया जा सकता है और उपभोक्ता को उसकी सुविधानुसार उसके घर पर सेवा उपलब्ध होगी इसलिए शुरू में इन सभी आईसीटी नेटवर्क टेलीफोन इंटरनेट आदि ने 9 से 7 या 9 11 तक सेवा की उपलब्धता का विस्तार किया यह सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे सेवा बन गई यह लेन देन के लिए बनाई गई संभावनाओं की तरह है जैसा कि हमने पिछली चर्चा में देखा था कि एक होटल में रहना है कोर सेवा को सर्विस आर्किटेक्चर के अन्य फूलों की पंखुड़ियों द्वारा पूरक किया जा सकता है जो नेट पर दूरस्थ रूप से संचालित होते हैं या टेलीफोन पर और अन्य इसलिए शुरू में सेवा की डिलीवरी के लिए नेटवर्क एक और चैनल था इसलिए हमने इस खंड को शीर्षक दिया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं साइबरस्पेस में सेवाएं दे रहे हैं इसलिए हमारे पास सेवा वितरण के लिए भौतिक भंडार भौतिक स्पर्श बिंदु हैं और फिर हमारे पास वास्तविक सेवा वितरण के लिए साइबर स्पर्श बिंदु या आभासी स्पर्श बिंदु हैं लेकिन जल्द ही हम उस नेटवर्क को समझ गए ये सभी तकनीक आधारित नेटवर्क केवल चैनलों की एक और अभिव्यक्ति नहीं थे जैसा कि हम उदाहरणों के साथ चर्चा कर रहे थे उन्होंने मूल सेवाओं को बदलना शुरू किया और कई नई प्रकार की सेवाओं का निर्माण किया उदाहरण के लिए हांगकांग में उन्होंने ऑक्टोपस पेश किया जो शुरू में हांगकांग मेट्रो पर किराया का भुगतान करने के लिए एक संपर्क रहित प्रीपेड कार्ड था तो भीड़ के घंटों में आपको अपनी जेब से कार्ड को बाहर निकालने और मशीन में पेश करने की भी ज़रूरत नहीं थी अगर यह आपकी जेब में था तो यह समझ में आया कि आप अंदर आ गए हैं और यह स्वचालित रूप से किराए पर ऋणांकन करता है जब आप बाहर चले गए प्रारंभ में आपको अपना बटुआ निकालना होगा और इसे केवल सेंसर पैड के सामने प्रस्तुत करना होगा लेकिन अब इन दिनों इसे अपने आप समझ में आता है जब आप ट्रेन या मेट्रो में उतरते हैं या आप उतर जाते हैं लेकिन जल्द ही यह समझ में आ गया कि इस कार्ड को जिसे ऑक्टोपस जिसे सही नाम दिया गया था क्योंकि जिस तरह ऑक्टोपस के कई जाल होते थे उसने यह अनुमान लगाया था कि यह संग्रहित मूल्य कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह एक प्रीपेड कार्ड का उपयोग कई अन्य सेवाओं के लिए किया जा सकता है इसलिए इस ऑक्टोपस के आधार पर हांगकांग में सभी प्रकार की सूक्ष्म भुगतान सेवाओं को विकसित किया गया था उनमें से कई वास्तव में उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं बनाई गई थीं उन्होंने कई अलग अलग प्रकार के उपयोगों का नवाचार किया आज दिल्ली मेट्रो या बॉम्बे मेट्रो ऐसे कार्ड जारी करने के लिए कुछ भी नहीं रोकता है जो तब स्नैक्स या पेय या छोटे किराने की वस्तुओं को खरीदने के लिए विभिन्न प्रकार के छोटे मूल्य भुगतानों के लिए उपयोग किया जा सकता है और इसलिए यह भुगतान का एक समानांतर या वैकल्पिक फर्म बन जाता है और उसके आधार पर कई अलग अलग नकद कम लेनदेन संभव हो जाते हैं सेवाओं के थ्रूपुट को बढ़ाते हैं और विभिन्न प्रकार के अधिक कुशल वितरण तंत्र बनाते हैं या उदाहरण के लिए इन शॉट्स पर चर्चा करें जिनके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि ये प्रौद्योगिकियाँ अब सेवा प्रक्रियाएँ बनाती हैं जो पहले से अलग हैं आपको हवाई अड्डे पर कोई अधिक लंबी कतार नहीं लगानी होगी आप इस मशीन द्वारा दी जाने वाली स्वयं सेवा तकनीक का उपयोग करके स्वयं चेक इन कर सकते हैं और फिर जल्द ही ये चेक फोन पर किया जा सकता है और अब आप चेक को नेट पर कर सकते हैं आप अपने बोर्डिंग कार्ड का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं कुछ मामलों में आप अपने घर से दूर अपने सामान टैग प्रिंट कर सकते हैं और बस हवाई अड्डे पर सामान काउंटर पर जमा कर सकते हैं और यदि आपके पास सामान में चेक नहीं है तो आप पहले ही अपना प्रवेश द्वार कार्ड प्रिंट कर चुके हैं सीधे प्रवेश द्वार पर जाएं कार्यकुशलता बढ़ाता है बुनियादी ढाँचे की माँग कम करता है एक तरह से ऊर्जा अंतरिक्ष वगैरह की माँग भी घटती है सेवा वितरण की अर्थव्यवस्था या उदाहरण के लिए सभी परिवर्तनों से अधिक एटीएम आप सभी जानते हैं कि हमने इससे पहले चर्चा की थी कि एटीएम लेनदेन एक भौतिक शाखा में बैठे मानव के लेनदेन की लागत को काफी कम कर देता है वर्चुअल डिलीवरी नए सेवा के अवसर पैदा कर सकती है आप आंतरिक गांवों में भुगतान सेवाएं ले सकते हैं आप गांवों में लोगों को सामाजिक लाभ का सीधा वितरण कर सकते हैं तो जिस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं कि साइबर नेटवर्क सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क सेवा वितरण को परिवर्तित कर रहे हैं नई सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं और कई विभिन्न प्रकार के नवाचारों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं इसलिए हम पिछली स्लाइड्स पर वापस जाएँगे जोकि सी के प्रहलाद और रामास्वामी के मौलिक काम से प्रेरित हैं जो कि मूल रूप से संचालित संगठन की अपनी सीमा के बारे में बताते हैं तो उपभोक्ता के लिए एक निष्क्रिय उपभोक्ता एक ब्लैक बॉक्स की तरह था इसलिए संगठन के भीतर ही आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन या उद्यम संसाधन योजना आदि जैसी परिचालन प्रक्रियाएं थीं इसलिए इसका आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध था और इसका डिलिवरर्स चैनलों उस विषय से संबंध था जिस पर हम इन दो सत्रों में चर्चा कर रहे हैं इसलिए चैनल पार्टनर संगठनात्मक संचालन और संगठन आपूर्तिकर्ता एक नेटवर्क में थे लेकिन जो उपभोक्ता के लिए अपारदर्शी था लेकिन आज जो हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के सर्वव्यापी नेटवर्क के इन प्रसार के कारण प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क जो अपारदर्शी की संरचना को नेटवर्क के बहुत पारदर्शी तरल तारामंडल का रास्ता दे रहे हैं इसलिए अब जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी संगठन स्वयं एक नेटवर्क का हिस्सा है यह आपूर्तिकर्ता है यह साझेदार है बाहर से विश्वविद्यालयों अन्य ज्ञान स्रोतों के डिजाइनर हैं यह एक नेटवर्क है उपभोक्ता अपने स्वयं के नेटवर्क में भी हैं और ये दोनों नेटवर्क एक दूसरे के साथ हमारे नेटवर्क को भी इंटरैक्ट करते हैं और बहुत ही रोचक नवाचार प्राप्त होते हैं उदाहरण के लिए आज उपभोक्ता दृढ़ हो सकते हैं कई नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं यह 50 से अधिक लोगों का एक नेटवर्क हो सकता है जो चीन के साथ एक सुखी यात्रा पर जाना चाहते हैं वे एक नेटवर्क मध्यस्थ का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं जैसे मेरी यात्रा या यात्रा और इतने पर गोइबिबो उनमें से कई और इस नेटवर्क के कनेक्शन का उपयोग करके होटल एयरलाइंस टूर ऑपरेटर के नेटवर्क ओपेरा शो के लिए टिकट और इतने पर जटिल लेनदेन की एक पूरी श्रृंखला हो सकती है जो उपभोक्ता नेटवर्क को नेटवर्क से बेहतर कीमतों पर बातचीत करने की अनुमति देती है जो आपूर्ति पक्ष में है और ऐसे नेटवर्क हैं जो इस अधिक कुशल लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं जिससे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को थोक लेनदेन की छूट मिलती है उपभोक्ताओं की यह क्षमता जल्दी से एक नेटवर्क का हिस्सा बनने की है जाहिर है अत्यधिक उनकी वार्ता शक्ति को बढ़ाता है और कई नए सेवा वितरण के अवसर पैदा करता है सेवा वितरण साइट पर हम जल्द ही कुछ अन्य दिलचस्प संभावनाएं देखेंगे लेकिन इससे पहले हम सिर्फ वाई फाई जैसे आवाज पहचान प्रौद्योगिकी स्मार्टकार्ड ऑक्टोपस जैसे कि मैंने उल्लेख किया है को उजागर करना चाहते हैं ये सभी उत्पाद सेवा प्रणाली भौतिक चैनलों और आभासी चैनलों के संगम का हिस्सा बनने की तरह हैं इसलिए प्रौद्योगिकियां बिल्डिंग ब्लॉक बनाती हैं बिल्डिंग ब्लॉक अक्सर ग्राहक या उपभोक्ता द्वारा नए तरीके से एक साथ रखे जाते हैं जैसे कि नेटवर्क प्लेटफॉर्म जैसे कि Google प्लस या फेस बुक या याहू या कई अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है और इस तरह यह केवल लाभ का ही नहीं है वर्चुअल स्टोर होना यह 24 घंटे उपलब्ध है या आपके पास बेहतर कीमतें हो सकती हैं क्योंकि कुछ मध्यस्थों की अब आवश्यकता नहीं है या कुछ भौतिक बुनियादी ढांचे के लिए हजारों पुस्तकों को संग्रहीत करने की आवश्यकता नहीं होगी अब आप विभिन्न सेवाओं जैसे कि अमेज़ॅन या फ्लिपकार्ट या अन्य स्नैप डील से किताबें खरीद सकते हैं जहाँ आपूर्तिकर्ता भी लाभान्वित होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत बड़े गोदाम में विभिन्न प्रकार के उत्पादों को जमा नहीं करना पड़ता है वे एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं इसलिए मूल रूप से वे एक सेवा का प्रबंधन कर सकते हैं जैसे एक FlipKart दो नक्षत्रों का प्रबंधन कर सकता है एक तरफ ग्राहक नक्षत्र और दूसरी तरफ आपूर्ति नक्षत्र तो आप एक पुस्तक और एक पढ़ने का गिलास और एक दिलचस्प टेबल लैंप चाहते हैं और वे तीन अलग अलग स्रोतों से आ सकते हैं और जमा हो सकते हैं और आपको वितरित कर सकते हैं एक तरफ नेटवर्क दूसरी तरफ नेटवर्क नेटवर्क के दूसरे सेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं इसलिए ये हमें ग्राहक की बेहतर जानकारी देने की भी अनुमति देते हैं हमारे द्वारा इसका मतलब है कि हम व्यापार पक्ष और एक बार जब हम ग्राहक के बेहतर होने का पता लगाते हैं तो हम समान आवश्यकताओं के समान स्वाद के ग्राहक उन्हें दूसरे से जोड़ सकते हैं और इससे बिचौलियों के लिए यह नई भूमिका बनती है इसलिए पहले के बिचौलियों ने सेवा ली थी उन्होंने कुछ पूरक सेवाओं की तरह कुछ संवर्द्धन जोड़े होंगे तो आप रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हैं मध्यस्थ आपको कुछ पावर कंडीशनिंग उपकरण वोल्टेज स्टेबलाइजर्स दे सकता है और इसी तरह वे इंस्टॉलेशन सेवा आदि भी जोड़ सकते हैं इसलिए मध्यस्थ ने कोर के कुछ पूरक जोड़े और वितरित किए लेकिन आज मध्यस्थ की भूमिका इस तरह की नहीं हैजैसे ए प्लस बी सी होने जा रहा है लेकिन अब मध्यस्थ की भूमिका अधिक विविध है इसलिए यह मध्यस्थ अब विभिन्न प्रकार के नेटवर्क बनाने के लिए अलग अलग आकार ले सकता है हमारे पास पारंपरिक हब और स्पोक नेटवर्क हो सकता है यह मुख्य आपूर्तिकर्ता है इसलिए यह उदाहरण के लिए IRCTC के माध्यम से भारतीय रेलवे परिचालन है उनके पास एजेंट हो सकते हैं या तो वे ग्राहकों के साथ सीधे सौदा कर सकते हैं या वे आईआरसीटीसी एजेंटों के माध्यम से सौदा कर सकते हैं और ग्राहकों की संख्या के साथ सौदा कर सकते हैं और सेवा वितरित की जाएगी लेकिन यह संभव है विभिन्न नियामक कारणों के कारण रेलवे के मामले में नहीं लेकिन यह संभव है कि अब ग्राहकों की संख्या एक साथ आ सकती है और यात्रा के लिए बातचीत हो सकती है और ये ग्राहक एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे लेकिन उन्हें एक साथ लाया जा सकता है क्योंकि वे एक विशेष अवधि में यूरोप में समान स्थानों पर जाना चाहते हैं और वे सभी मेक माई ट्रिप या इबीबो जैसे नेटवर्क से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें एक साथ लाया जाता है क्योंकि वे एक समझौता ब्लॉक बन जाते हैं और वे अब यूरोप में टूर ऑपरेटरों होटलों परिवहन सेवाओं आदि के विभिन्न नेटवर्क के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं और एक बहुत ही आकर्षक टूर पैकेज बना सकते हैं इसलिए मूलभूत रूप से नेटवर्क वे बना रहे हैं जिन्हें हम डिजिटल बिजनेस इकोसिस्टम कहते हैं इसलिए बिचौलियों या सेवा प्रदान करने वाले साझेदारों की सादे वेनिला भूमिका से हम तेजी से ग्राहकों को अन्य ग्राहकों के साथ सह निर्माण करते हुए देख रहे हैं सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क में टैप करके मूल्य प्रस्ताव हैं संभव है कि कई प्रारूप हैं और मैं चाहूंगा कि आप इन तीनों आकृतियों को अलग अलग छोड़ दें इस पारंपरिक पहिये का धुरा और तीली लेकिन इन दो नेटवर्क रिंग नेटवर्क और मल्टी नेटवर्क को देखें और देखें क्या एक सेवा वितरण तंत्र को नेटवर्क की शक्ति पर नवीन रूप से सोचकर बनाई गई नई नई सेवाओं में सुधार किया जा सकता है और हमारे मंच पर चर्चा के लिए बहुत जीवंत विषय हो सकता है और आपके इनपुट के लिए तत्पर हैं मैं केवल इस दिलचस्प आरेख को आपके सामने छोड़ दूंगा यह क्रैनफील्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में किए गए एक दिलचस्प काम से अपनाया गया है इसलिए यहां हम वैश्विक सेवा नेटवर्क रणनीति को देखते हैं यह सेवा नवाचार के लिए आपकी सोच को प्रेरित करने के लिए है इसलिए मैं इस शोध कार्य से आपको सचेत कर रहा हूं कि इस नेटवर्क की रणनीति की जानकारी है बाजार की मांग करने वाले मकसद हैं संसाधन मांगने के साधन हैं कुछ रणनीतिक संपत्ति है एक दूसरे की पूरक संपत्ति है और इरादों की तलाश में दक्षता चाहते हैं ये उद्देश्य नेटवर्क पर सेवा नवाचार को आगे बढ़ाते हैं निश्चित रूप से जब आप वैश्विक रूप से चर्चा करते हैं तो आज हम कई सेवाओं के रूप में जन्म लेते हैं उनका जन्म वैश्विक है इसलिए कुछ भारत में FlipKart या भारत में Goibibo जैसी सेवा बनाते हैं वे वैश्विक रूप से चलेंगे यदि आप जर्मनी या ओला कैब में उबर जैसी सेवा बनाते हैं तो वे बहुत आसानी से वैश्विक हो सकते हैं यह चित्र आपको यह समझने में मदद करेगा कि वे क्या वैश्विक रूप से आज इतनी आसानी से यस्टर वर्षों का विरोध किया जा सकता है जब ग्लोब भर में विस्तार करने के लिए स्टारबक्स या संघीय एक्सप्रेस जैसी सेवाएं आपके पास हैं और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु परंपरागत रूप से हमने सेवा को तब देखा जब सामान डिजाइन निर्मित और बेचा जाता था इसलिए सेवा को अक्सर बिक्री सेवा के बाद सोचा जाता था लेकिन इस विशेष आरेख पर गहराई से विचार करें और आपको एहसास होता है कि आज जब आप एक उपकरण खरीदते हैं तो वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर या टीवी कहते हैं आपके पास यह एक्सेस है कि आप कितने चैनल खुदरा सेवा देते हैं आप एक भौतिक स्टोर पर जा सकते हैं तो इन भौतिक और साथ ही आभासी स्टोर के सभी अलग अलग प्रकार हैं वे उपलब्ध हैं जहाँ आप अधिग्रहण कर सकते हैं लेकिन समय आ जाएगा यह पहले से ही कंप्यूटरों में है जहां आप बहुत अंत में शुरू कर सकते हैं आप वेब आधारित सेवा के साथ बातचीत कर सकते हैं डेल कंप्यूटरों में उपलब्ध हैं और कई अन्य आप अपने खुद के कंप्यूटर मॉनिटर या मेमोरी साइज सीपीयू और सब कुछ को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फिर यह पिछड़ जाएगा और यह प्राप्त होगा यह घटक सब असेंबली की एक आगे बढ़ने की क्रिया को ट्रिगर करेगा जो सभी एक साथ आ रहा है और अंत में आपके स्थान पर संचालित हो रहा है तो पहले यह एक कहानी की तरह था आज यह कहानी पूरे सिस्टम को झकझोर रही है इसलिए अंतिम बिंदु ग्राहक अत्यधिक सशक्त है क्योंकि इन नेटवर्क और पारिस्थितिकी तंत्र बनाने वाले नेटवर्क हैं जिसके परिणामस्वरूप समय दूर नहीं है जब आप अपने स्वयं के मोबाइल और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसे आपके पास पहुंचाया जाएगा और बहुत ही रोचक ढंग से शिक्षा जो कि काफी विनियमित और वितरण के लिए स्ट्रेटजैकेट थी तो आपके पास स्नातक मास्टर विभिन्न पाठ्यक्रम डिग्री प्रमाण पत्र और इतने पर थे कॉलेजों विश्वविद्यालयों संस्थानों जैसे शारीरिक वितरण स्थानों विशेष रूप से ग्राहकों को आकर्षित करनेके लिए कर्मियों की आवश्यकताके अनुसार संकलित ज्ञान पैकेज उच्च शिक्षा के लिए रास्ता दे सकते हैं एक नेटवर्क पर विभिन्न स्रोतों से संकलित किया गया और नेटवर्क पर अंतिम उपभोक्ता को अलग अलग तरीकों से वितरित किया गया तो यह आरेख जिसे हमने अखबार के लिए देखा इस संगीत की तरह कुछ दे रहा है विभिन्न नेटवर्क सक्षम सेवा के लिए रास्ता दे रहा है जो शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल जैसी कई पारंपरिक सेवाओं को व्याप्त कर सकता है और बदल सकता है नवाचार के बहुत सारे अभी भी आने वाले हैं लेकिन वे आ रहे हैं और मैं आपको आज के सत्र के बाद उन तीन नेटवर्क आरेखों को देखना चाहूंगा जिन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं या पांच नहीं यह दो चित्र प्रहलाद रामास्वामी के काम और ये तीन चित्र और इन आपकी चर्चा को प्रेरित करने के लिए तीन प्रकार के नेटवर्क इस कोर्स में साथियों के साथ आपकी बातचीत या संभावित नई सेवा का प्रस्ताव करने के लिए सोचना जो सेवा प्रदाताओं के साथ साथ सेवा उपभोक्ता के लिए भी फायदेमंद होगा